जब आप इन कोशिकाओं को अलग करते हैं आपको यह देखना होगा कि उनकी जनसंख्या के आकार का क्या अंतर है I उदाहरण के तौर पर जब आप पिरामिडल NEURONS के बारे में बात करते हैं अगर यह वयस्क कोशिकाएं हैं तो यह अपने सारे PROCESSESS खो चुके होंगे कुछ इस तरह अगर आप एक इंटर न्यूरॉन को देखते हैं तो यह थोड़ी छोटी दिखाई देंगे और माइक्रोग्लिया इतने छोटे होते हैं कि वास्तव में आप उन्हें देख नहीं पाएंगे I एस्ट्रो साइट अथवा ओलिगोडेंड्रोसाइट दिलचस्प रूप से विकास की प्रक्रिया में अलग अलग समय पर बने हैं I विकास की प्रक्रिया दूसरे शब्दों में कहें तो यह अलग अलग समय बिंदुओं पर बने हैं I इन कोशिकाओं में हर एक का घनत्व के आधार पर अलग अलग घनत्व होंगे जो अनिवार्य रूप से आयतन के अनुपात में होते हैं I आप इन कोशिकाओं को अलग कर सकते हैं I इसके लिए आपको एक घनत्व ढाल स्तंभ बनाना है I घनत्व ढाल स्तंभ क्या है

यह डेंसिटी ग्रेडियंट कॉलम है जो अभी हमने तैयार किया है जिस के शीर्ष पर अधिकृत कोशिका को आप एक बहुत ही पतली परत के रूप में रखते हैं I तो यह वही कोशिकाएं हैं जिन्हें आप अलग करना चाहते हैं I इस मिश्रण में कई कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिली हुई है I एक और चीज

यहां मैं JAMES J HICKMAN GROUP मैं इस तकनीक पर पारंगत हासिल किया था I उन्होंने इस पर 1982 या 1983 मैं एक बहुत ही अच्छा पेपर प्रकाशित किया था I वह ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रूण मोटर न्यूरॉन्स को अलग किया है I मैंने इस बारे में बात नहीं की लेकिन अगली कक्षा में इसका जिक्र करूंगा I अगर मुझे इस पेपर की एक प्रति मिल जाए तो मैं एंब्रीयॉनिक मोटर न्यूरॉन का पृथक्करण कर सकता हूं क्योंकि इस पेपर में हर तरह के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजीएशन का प्रयोग हुआ है I19 या 80 के दशक में या 2000 की शुरुआत या 2003 के आसपास मैं कहूंगा कि न्यूरॉनल कोशिकाओं के मामले में कोशिका पृथक्करण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है I मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ I अगले व्याख्यान में हम कोशिका पृथक्करण के अन्य तकनीकों के बारे में बात करेंगे I धन्यवाद I